पिछले व्याख्यान में हमने विकासवादी मॉडल सर्पिल मॉडल के बारे में चर्चा की थी और सिर्फ फुर्तिल विकास की शुरुआत की थी फुर्तीले मॉडल बहुत लोकप्रिय हो गए हैं हम देखेंगे कि विशेष रूप से अभी जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके लिए बहुत सारे फायदे हैं शुरुआत में हमने कहा था कि जिस प्रकार की परियोजनाएँ शुरू की गई हैं उनमें पिछले कुछ वर्षों में भारी बदलाव आया है अब परियोजनाएँ बहुत छोटी अवधि की हैं 1 महीने 2 महीने या 3 महीने की परियोजनाएं बहुत आम हैं जबकि पहले मल्टीएयर परियोजनाएं 3 साल 4 साल 5 साल की परियोजनाएं और अब बहुत से पुन उपयोग केवल अनुकूलन कार्य किया जा रहा है इसलिए यह सेवा प्रकार की परियोजनाएं हैं पहले हमारे पास खरोंच से उत्पाद विकास था अब यह अनुकूलन है पहले अधिकांश परियोजनाएं इस तरह की होती जा रही हैं कि ग्राहक की ओर से कम विकास परिनियोजन पे प्रतिक्रिया मिल रही है और इसी तरह से और उस संबंध में फुर्तीली मॉडल बहुत फायदेमंद है और हमने फुर्तीले मॉडल के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया था आइए हम फुर्तीले मॉडल के अधिक विवरणों को देखें पिछली बार हमने देखा था कि फुर्तीले मॉडल में कुछ विशेषताएं शामिल हैं जैसे ग्राहक भागीदारी वृद्धिशील विकास एकीकरण और प्रत्येक पुनरावृत्ति पर परीक्षण ग्राहक स्थल पर तैनाती कम प्रलेखन और इतने पर अब हम फुर्तीली मॉडल की मुख्य तकनीकों को देखते हैं यहां कोई औपचारिक आवश्यकताएं विकसित नहीं हुई हैंउपयोगकर्ता कहानियों पर आधारित है जैसा कि नाम का कहना है कि ये एक आवश्यकताओं के विनिर्देशन से अधिक अनौपचारिक हैं ये कहानी की तरह हैं ये उपयोग के मामलों की तुलना में सरल हैं एक समग्र डिजाइन परिप्रेक्ष्य देने के लिए फुर्तीली मॉडल रूपकों का प्रस्ताव करता है जहां एक सामान्य दृष्टि है जो आवश्यक है और इसके आधार पर विकास शुरू होता है जहां कहीं भी स्पाइक की आवश्यकता होती है स्पाइक एक साधारण प्रोग्राम है जिसे संभावित समाधान का पता लगाने के लिए लिखा जाता है हम देख सकते हैं कि यह एक प्रोटोटाइप के समान है जहां भी अनिश्चितता है वहां स्पाइक विकसित करें विकल्प की जांच करें कि क्या स्पाइक अच्छा प्रदर्शन करता है और इसी तरह प्रतिक्षेपक भी एक बार जब इसे ग्राहक साइट पर विकसित किया जाता है और ग्राहक इसे स्वीकार कर लेता है तो कोड को उस व्यवहार को प्रभावित किए बिना पुन व्यवस्थित करता है जैसे कि कोड अधिक संरचित हो जाता है कोड में कुछ डिज़ाइन डालते हैं इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पुनरावृत्ति के बाद डिजाइन को कोडित किया गया है प्रारंभ में कोड को काम करने के लिए बनाया गया है और फिर इसका पुनर्गठन किया गया है हमारे पास रूपक है जहां समग्र डिजाइन और इसी तरह की कुछ सामान्य दृष्टि है यह वृद्धिशील है हर बार जब एक वृद्धि की योजना बनाई जाती है और ग्राहक स्थल पर तैनात की जाती है तो कोई दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई जाती है इटरेशन महत्वपूर्ण कार्यक्षमता नहीं जोड़ सकता है यह केवल मौजूदा कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है लेकिन तब प्रत्येक पुनरावृत्ति के अंत में कोड को ग्राहक साइट पर तैनात किया जाता है और पुनरावृत्ति की लंबाई आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह की तरह कुछ तय की जाती है और यहां याद रखें कि प्रत्येक पुनरावृत्ति के बाद ग्राहक कोड बनाता है कोड को नियमित उपयोग में लाता है ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ इसका मूल्यांकन करते हैं वे बस इसका उपयोग नियमित रूप से करने लगते हैं जैसा कि हम कह रहे हैं कि फुर्तीली मॉडल एक महत्वपूर्ण बात है संचार आमने सामने है यह आवश्यक है कि विकासकर्ता उसी भवन या उसी कमरे को साझा करें जो वे नियमित रूप से मिलते हैं दस्तावेजों को एक दूसरे को पास करने के बजाय मुद्दों पर चर्चा करें जो वे करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं कि क्या आवश्यक है और इसी तरह आमने सामने संचार की सुविधा के लिए वे एक ही कार्यालय स्थान साझा करते हैं और आमतौर पर टीम का आकार 5 से 9 लोगों के लिए होता है ताकि वे अच्छी तरह से बातचीत कर सकें और यह फुर्तीले मॉडल को छोटी परियोजनाओं के लिए अनुकूल बनाता हैलेकिन निश्चित रूप से बड़ी परियोजनाओं के लिए इसका उपयोग करने का प्रयास किया गया है लेकिन तब इसकी शुरुआत छोटी परियोजनाओं पर केंद्रित थी यहां एक बात का उल्लेख करने की आवश्यकता है कि जब किसी को कुछ बताना है तो उसे पढ़ने के लिए एक दस्तावेज देना अच्छा नहीं है यदि आप उसे एक व्हाइटबोर्ड पर समझा सकते हैं जो सबसे अच्छा तरीका है तो आप उसे समझा सकते हैं आप एक दस्तावेज़ पास करते हैं या उसे फ़ोन या ईमेल पर समझाते हैं जो एक अच्छा विचार नहीं है वास्तव में विभिन्न संचार विधियों की प्रभावशीलता को खोजने के लिए प्रयोग किए जाते हैं यह प्रयोगों से एलिस्टेयर कॉकबर्न द्वारा दिया गया है वह यह निर्धारित कर सकता है कि कागज संचार का एक ठंडा रूप है जो बहुत प्रभावी नहीं है यदि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो उसे एक पेपर दें विशेष रूप से तकनीकी संचार संवाद करने का एक अच्छा तरीका नहीं है ऑडियो टेप कागज से थोड़ा बेहतर है ईमेल वार्तालाप थोड़ा बेहतर हो सकता है वीडियो टेप थोड़ा बेहतर है वीडियो बातचीत अभी भी बेहतर है और एक व्हाइटबोर्ड के साथ बातचीत का सामना करना पड़ता है यह तकनीकी वस्तुओं को संवाद करने का सबसे प्रभावी तरीका है यह यहां की खोज थी इसलिए वे व्हाइटबोर्ड के साथ एक छोटी टीम से मिलते हैं और एक व्यक्ति व्हाइटबोर्ड पर अपने विचारों को समझाता है जो संचार के लिए सबसे प्रभावी तरीका है और जो इस मॉडल में शामिल है आमने सामने संचार को महत्व दिया जाता है यहां पर प्रगति को मापा जाता है कि ग्राहक साइट पर कितने वृद्धि को तैनात किया गया है हर कुछ हफ्तों में एक बार संस्करणों वितरित होती है ग्राहक वितरित संस्करणों का उपयोग करता है और आवश्यकता परिवर्तन देता है इन्हें समायोजित किया जाता है ग्राहक और विकासकर्ता के बीच एक करीबी सहयोग होता है और टीम के सदस्यों के बीच आमने सामने संचार होता है ये फुर्तीले मॉडल के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं लेकिन प्रलेखन के बारे में क्या फुर्तीले मॉडल में किया गया कोई दस्तावेज नहीं है वास्तव में नहीं यहाँ विचार प्रकाश का यह है कि जब तक कि आपको आवश्यकता न हो आप दस्तावेज़ न दें जितना आपको लगता है उससे कहीं कम प्रलेखन की आवश्यकता है झरना मॉडल में सब कुछ प्रलेखित होने की आवश्यकता है समीक्षा परिणाम योजनाएं आवश्यकता समीक्षा डिजाइन उच्च स्तरीय डिजाइन उच्च स्तरीय डिजाइन समीक्षा सब कुछ प्रलेखित है लेकिन यहां मुख्य विचार यह है कि दस्तावेजों को केवल तभी तैयार करने की आवश्यकता होती है जब इन्हें किसी के द्वारा लंबे समय से संदर्भित किया जाना आवश्यक हो लेकिन फिर भी ये संक्षिप्त हैं ये दस्तावेज़ केवल उन सूचनाओं के लिए तैयार किए गए हैं जो कि विकास की चीज़ों के अंत में जिनके बदलने की संभावना नहीं है नहीं है इसलिए विकास दस्तावेजों को अंत में तैयार किया जाता है और यहां केवल उन चीजों का दस्तावेजीकरण किया जाता है जहां कोई व्यक्ति कुछ सीख सकता है जो किसी व्यक्ति के लिए बहुत जानकारीपूर्ण होगा जिसे जानना अच्छी बात है ऐसा नहीं है कि प्रलेखन हो प्रलेखन बनाया जाता है दस्तावेज़ पर्याप्त रूप से सटीक सुसंगत और विस्तृत हैं क्योंकि ये तब तैयार किए जाते हैं जब अधिक परिवर्तन नहीं होते हैं दस्तावेज़ के कुछ वैध कारण यह हैं कि परियोजना के हितधारकों को इसकी आवश्यकता हैउदाहरण के लिए ग्राहक को इसकी आवश्यकता हो सकती है हो सकता है कि एक अनुबंध फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर किए जाएं जिसके लिए इसकी आवश्यकता हैहो सकता है कि कोई बाहरी समूह है जो अपने सुझावों की समीक्षा करना या देना पसंद करता है हो सकता है कि दस्तावेज़ उनके लिए होगा शायद दस्तावेज़ उन लोगों के लिए होगा जिन्हें परियोजना समाप्त होने के बाद संदर्भित किया जाएगा केवल जब दस्तावेज़ के वैध कारण होते हैं तो दस्तावेज़ तैयार किए जाते हैं ऐसा नहीं है कि दस्तावेजों को चूक से तैयार किया जाता है जैसा कि हां झरना मॉडल के मामले में है विकास के समय और नई आवश्यकताओं के आने के बाद यहां की आवश्यकताएं बदल रही हैं उन्हें यहां आवश्यकताओं के स्टैक में रखा जाता है स्टैक को प्राथमिकता दी जाती है कि शीर्ष पहले हैं जिन्हें पहले लिया जाएगा ये उच्च प्राथमिकता हैं और ये सभी आवश्यकताएं हैं और स्कॉट एंबलर्स द्वारा दिए गई पुस्तक में इस आरेख की आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती हैं उन्हें स्टैक में डाला जाता है जब भी आवश्यक होता है उन्हें हटा दिया गया है उन्हें बदल दिया जाता है उनकी पुनरावृत्ति हुई लेकिन तब प्रत्येक आवश्यकता के लिए प्राथमिकता दी जाती है और फिर इसे गतिशील रूप से बदल दिया जाता है फुर्तीली मॉडल के कई फायदे हैं लेकिन फिर इसे व्यावहारिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए आपको कुछ नुकसानों के बारे में पता होना चाहिए पहली बात तो यह कि यहां दस्तावेज नहीं हैं यह एक व्हाइटबोर्ड और इतने पर स्पष्टीकरण पर आधारित है और इसलिए कोई गलत समझ सकता है उच्च गुणवत्ता वाले लोगों के कौशल की आवश्यकता होती है जो संदेह में होने पर एक दूसरे से परामर्श करेंगे और वही करेंगे जो सही है दीर्घकालिक डिजाइन नहीं बनाया गया है और छोटे पुनरावृत्तियों ये डिजाइन संरचना कम अच्छी दिखाती हैं वहाँ हो सकता है फीचर क्रीप फीचर क्रिप वह शब्द है जहां ग्राहक या विकासकर्ता अधिक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं वे बस नई सुविधाओं के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें इस बात के बिना शामिल किया जा सकता है कि इस सुविधा का कितना उपयोग किया जाएगा ग्राहक के लिए इसका मूल्य क्या होगाइसे विकसित करने की लागत क्या होगी फीचर के जुड़ने के बाद इसलिए फुर्तीले मॉडल में फीचर क्रिप का अधिक जोखिम है क्योंकि प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता है और नई सुविधा देने के लिए अनुरोध दिया जाता है और इसलिए परियोजना प्रबंधक के लिए फीचर क्रीप प्रबंधित करना मुश्किल हो जाता है और चूंकि विकास गतिशील है सुविधाएँ बदल जाती हैं नई सुविधाएँ जुड़ जाती हैं और इसी तरह एक विकास के लिए एक अग्रिम लागत देने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक ऐसा समय समय देना जिसके द्वारा विकास किया जाएगा और यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि गुणवत्ता कठिन है और अधिक कठिन है दस्तावेज़ जो किया गया है वह एक अच्छी बात है दस्तावेज़ तैयार करने के समय के प्रयास को बचाता है लेकिन फिर यह जानना चाहिए कि दस्तावेज़ की कमी है गलत व्याख्या की संभावना हो सकती हैदस्तावेज़ पर समीक्षा प्राप्त करना मुश्किल है और यह भी कि जब तक परियोजना पूरी नहीं हो जाती है जब तक कि परियोजना के अंत में दस्तावेजों को सचेत रूप से तैयार नहीं किया जाता है टीम के आने से पहले तब रखरखाव मुश्किल हो सकता है फुर्तीली मॉडल की इस समग्र समझ के साथ हम कुछ विशिष्ट फुर्तील प्रक्रियाओं को देखते हैं फुर्तीली प्रक्रिया में से एक जो बहुत लोकप्रिय है वह चरम प्रोग्रामिंग है जिसे XP मॉडल के रूप में भी जाना जाता है यह केंट बेक 1999 द्वारा प्रस्तावित किया गया था यहां पेश किए जाने वाले मुख्य मद जोड़ी प्रोग्रामिंग हैं एक जोड़ी प्रोग्रामिंग में प्रत्येक डेस्क प्रत्येक डेस्कटॉप दो प्रोग्रामर द्वारा संचालित होता है जब एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो दूसरे प्रोग्रामर कोड से गुजरते हैं और यह सुझाव देता है कि इसे बेहतर कोड अधिक कुशल कोड बनाने गलतियों से बचने और इतने पर सुझाव देते हैं और एक घंटे के लिए एक प्रोग्रामर प्रोग्राम प्रोग्राम को ले जाएं शायद कुछ फ़ंक्शन लिखता है और फिर दूसरा प्रोग्रामर लेता है कुछ और फ़ंक्शन लिखता है जहां पहला प्रोग्रामर समीक्षा करता है यहां हर दिन परीक्षण झरना के मॉडल के विपरीत होता है जहां परीक्षण अंत में होता है यहां परीक्षण मामलों को लगातार लिखा जाता है और एक विशेषता के पारित होने से पहले परीक्षण मामलों को निष्पादित किया जाता है किसी विशेषता को लागू करने से पहले परीक्षण के मामलों को उस सुविधा के लिए लिखा जाता है और परीक्षण के मामलों को पारित करने पर इस सुविधा को पारित माना जाता है इसे परीक्षण संचालित विकास कहा जाता है यहाँ वृद्धिशील विकास का अभ्यास किया जाता है हर दिन कुछ वृद्धि दी जाती है चरम प्रोग्रामिंग नाम इस तथ्य से आता है कि अच्छी प्रथाओं को चरम पर ले जाया जाता है अच्छी प्रथाओं कोड की समीक्षा अच्छी है और यह जोड़ी प्रोग्रामिंग परीक्षण के रूप में लागू किया गया है जो अच्छा है अच्छा अभ्यास और इसलिए संचालित विकास का परीक्षण करता है वृद्धिशील विकास अच्छा है इसलिए हर कुछ दिनों में नई वृद्धि दी जाती है सादगी अच्छी है और इसलिए सबसे सरल डिजाइन विकसित किया गया है दशकों के बाद या लंबे समय के लिए आवश्यक विस्तारके बारे में सोचने की कोशिश न करें बाद में कुछ वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है वह मत सोचो अब यह काम करते हैं सबसे सरल डिजाइन बनाने के लिए यह काम करते हैं डिजाइनिंग अच्छी है और इसलिए सॉफ़्टवेयर के स्वीकृत होने के बाद कोड को प्रतिक्षेपक करें कुछ डिज़ाइन डालें कोड को बेहतर आर्किटेक्चर बनाना महत्वपूर्ण है और इसलिएएक रूपक को परिभाषित करना होगा चार मूल्य यहां संचार का सामना करने के लिए संचार सरलता सरलतम डिजाइन को लागू करें कल के लिए ध्यान न दें यह काम कर सकता है प्रतिक्रिया से ग्राहकों की प्रतिक्रिया मिलती है ग्राहक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं यदि आपको ग्राहक से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो यह होने वाली परेशानी है क्योंकि अंत में वे अस्वीकार कर देंगे वे दुखी होंगे और यहाँ दूसरा मूल्य साहस है यदि कुछ कोड अच्छा नहीं है इसे रद्द करें तो उसे फिर से लिखें डिजाइन अच्छा नहीं है इसे रद्द करेंडिजाइन को त्यागें डिज़ाइन को फिर से करें कोडिंग एक सर्वोत्तम अभ्यास है जिसमें कोडिंग परीक्षण पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है यह एक सर्वोत्तम अभ्यास है जो प्राथमिक रूप से दोष मुक्त सॉफ्टवेयर के विकास का है और इसलिए परीक्षण और सुनने के लिए महत्व एक सर्वोत्तम अभ्यास है ग्राहक को सुनें और पता करें कि ग्राहक को वास्तव में क्या आवश्यक है उचित डिजाइन के बिना डिजाइनिंग सिस्टम जटिल हो जाता है इसलिए सिस्टम में डिज़ाइन डालें और प्रतिक्रिया एक महत्वपूर्ण बात है ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त करें परीक्षण संचालित विकास पर जोर देता है उपयोगकर्ता कहानी के आधार पर पहले परीक्षण मामलों को विकसित करें कोड लिखने से पहले पहले परीक्षण मामलों को लिखें जिससे परीक्षण संचालित विकास हो पहले उपयोगकर्ता की कहानी के आधार पर परीक्षण के मामले लिखें और फिर इसे लागू करें एक बार कार्यान्वित होने के बाद परीक्षण के मामले चलते हैं और विकास तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि यह सभी परीक्षण मामलों को पारित न कर दे वृद्धि पर हर कुछ दिनों में वेतन वृद्धि दी जाए ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त करें यदि आवश्यक हो तो बदल सकते हैं और फिर अंत में एक बार ग्राहक के कारक द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद कोड को बेहतर बनाएं कुछ डिज़ाइन डालें और फिर अगली सुविधा लें अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं अब तक जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है पुनरावृत्ति जलप्रपात मॉडल के चरण क्या हैं आशा है कि आपको याद होगा अगर नहीं तो कृपया देखें पुनरावृत्त जलप्रपात मॉडल के प्रमुख नुकसान क्या हैं क्योंकि बाद के मॉडलों को पुनरावृत्त जल गिरावट मॉडल के नुकसान को दूर करने का प्रस्ताव दिया गया था जिस पर आपने पहले ही चर्चा की थी झरना मॉडल के साथ कई समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यकताओं को संभालने में कठिनाई है फुर्तीला मॉडल इतना लोकप्रिय क्यों हो गया हैझरना के मॉडल की कौन सी समस्याएं इससे दूर हुईं यह वर्तमान प्रकार की परियोजनाओं में कैसे फिट बैठता हैयदि कोई जीवन चक्र मॉडल एक निश्चित बड़े परियोजना में ठीक नहीं है तो किस कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है अब हम एक और फुर्तीली विकास प्रक्रिया को देखते हैं जिसे जमघट कहा जाता है जमघट की मुख्य विशेषताएं स्वयं आयोजन टीमें हैं यह टीम के सदस्य आपस में तय करते हैं कि कौन क्या करेगा कौन परीक्षण करेगा कौन कौन से कार्य विकास वगैरह करेंगे यहां उत्पाद महीने लंबे स्प्रिंट की श्रृंखला में आगे बढ़ता है स्प्रिंट मूल रूप से वेतन वृद्धि हैं इसलिए वृद्धि को आम तौर पर स्प्रिंट एक महीने के लिए कहा जाता है यहां आवश्यकताओं पर कब्जा कर लिया गया है हम आवश्यकताओं को कुछ इस तरह से देख रहे हैं जिसे उत्पाद बैकलॉग कहा जाता है इसलिए फुर्तीली प्रक्रियाओं में से एक यहां उन आवश्यकताओं को इकट्ठा किया गया है जो विकास के रूप में उत्पन्न होती हैं क्योंकि कुछ हटाई जा सकती हैं बदल सकती हैं और इसी तरह आगे बढ़ सकती हैं इसे उत्पाद बैकलॉग कहा जाता है प्रत्येक स्प्रिंट में एक स्प्रिंट एक महीने की लंबी गतिविधि है स्प्रिंट बैकलॉग बनाने वाले शीर्ष प्राथमिकता सुविधा की आवश्यकता में से एक को लिया जाता है और एक बार स्प्रिंट बैकलॉग प्राप्त करने के बाद यह अब नहीं बदला जाता है यह बदलने के लिए प्रतिरक्षा है और यह एक महीने के लंबे चलना पर विकसित किया गया है और हर दिन विकासकर्ता दैनिक समीक्षा करने के लिए मुलाकात करते हैं कि क्या हुआ है आगे क्या करना है और इसी तरह वे स्प्रिंट बैकलॉग पूरा करते हैं स्प्रिंट बैकलॉग में पहचान की गई आवश्यकताओं के आधार पर यहां उन गतिविधियों से जिन्हें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने की आवश्यकता होती है की पहचान की जाती है और जिन्हें स्प्रिंट बैकलॉग में डाल दिया जाता है जिसे विकास टीम द्वारा लगाया जाता है और इन गतिविधियों को दैनिक जमघट और अंत में स्प्रिंट समीक्षा पर पूरा किया जाता हैस्प्रिंट की समीक्षा की जाती है और उत्पाद वृद्धि ग्राहक स्थल पर तैनात की जाती है तो यह यहाँ मुख्य विचार है प्रगति स्प्रिंट के रूप में होती है अवधि आमतौर पर एक महीने होती है एक महीने में उत्पाद बैकलॉग से कुछ सुविधाएँ ली जाती हैं डिजाइन कोडित परीक्षण किया गया और एक बार जब स्प्रिंट शुरू हो जाता है तो आवश्यकताओं को बदलने की अनुमति नहीं है अन्यथा स्प्रिंट अभिसरण नहीं करेगा यहां एक सिद्धांत यह है कि एक बार जब उत्पाद बैकलॉग से सुविधा ले ली जाती है तो उन्हें बदलने की अनुमति नहीं होती है यहाँ कुछ शब्दावली भूमिकाओं समारोहों और कलाकृतियों की है भूमिकाएं उत्पाद स्वामी हैं उत्पाद के स्वामी की ओर से टीम का एक सदस्य कार्य करता है वह एक ग्राहक है उनके पास ग्राहक दृष्टिकोण है जो एक जमघट मास्टर है जो एक परियोजना प्रबंधक और फिर टीम के सदस्यों की तरह है विकास के दौरान विभिन्न समारोह होते हैंएक स्प्रिंट योजना है स्प्रिंट के अंत में स्प्रिंट की समीक्षा स्प्रिंट पूर्वप्रभावी और दैनिक स्क्रैम मुलाकात विभिन्न कलाकृतियों का उत्पादन किया जाता है एक उत्पाद बैकलॉग है जो अब तक पहचानी गई आवश्यकताओं का ट्रैक रखता है विकास की आय के रूप में अधिक आवश्यकताओं की पहचान की जा सकती है और इन्हें प्राथमिकता क्रम में रखा गया है स्प्रिंट बैकलॉग यह स्प्रिंट के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ हैं यहां कार्य समय चार्ट की कितनी प्रगति हुई है इसे कार्य समय चार्ट के रूप में दर्शाया गया है उत्पाद के मालिक के पास ग्राहक का दृष्टिकोण है विकास टीम में क्रॉस कार्यात्मक कौशल वाले पांच से नौ लोग हैं स्क्रैम मास्टर को परियोजना प्रबंधक कहा जाता है उन्होंने कहा कि टीम के अंदर और बाहर हस्तक्षेप के दौरान स्कोरर की सुविधा बफर है और टीम के सदस्यों के सामने आने वाली कठिनाइयों को हल करता है उत्पाद का मालिक टीम के सदस्यों में से एक या शायद ग्राहक प्रतिनिधि में से एक है जो टीम का हिस्सा है वह ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है वह वो है जो यह बताता है कि रिलीज की तारीख पर निर्णय लेने के लिए क्या विशेषताएं हैं बाजार मूल्य क्या होगा इसके अनुसार ग्राहक के दृष्टिकोण के आधार पर सुविधाओं को प्राथमिकता दें प्रत्येक पुनरावृत्ति में उत्पाद बैकलॉग में सुविधाओं और प्राथमिकता को समायोजित करें और अंत में परिणामों को स्वीकार या अस्वीकार करें हमने जमघट के पीछे का मुख्य विचार देखा है जमघट में कई शब्दावली हैं कुछ शब्दावली में देखा गया है और हम इस व्याख्यान के अंत में आ रहे हैं और फुर्तीले मॉडल में कुछ और शब्दावली और अवधारणाएं इस व्याख्यान में चर्चा नहीं कर सकती हैं हम अगले व्याख्यान में भाग लेंगे और अगले व्याख्यान में विकास के जीवन चक्र पर अपनी चर्चा पूरी करेंगे